यह बफर की परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब मैसेज आदान प्रदान किए जा रहे होते हैं चाहे वार्तालाप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट जो भी मैसेज एक्सचेंज किए जा रहे होते हैं वह एक अस्थाई कतार में रहते हैं हमारे पास एक अस्थाई कतार है जिसमें मैसेज रखे गए हैं और यह कतार तीन अलग अलग तरीकों से लागू की जा सकती है पहला है जीरो कैपेसिटी जिसमें कोई भी मैसेज किसी लिंक पर कतार में नहीं रहता है भेजने वाले को प्राप्त करने वाले का इंतजार करना होता है और इस परिस्थिति में कोई बफरिंग नहीं होती भेजने वाला संदेश भेजता है और उस मैसेज के कंज्यूम किए जाने का इंतजार करता है इसके अतिरिक्त हमारे पास बाउंडेड कैपेसिटी हो सकती है जिसमें एक निश्चित लंबाई के n मैसेज रह सकते हैं और अगर लिंक भर गया तो भेजने वाले को इंतजार करना पड़ेगा इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा n मैसेज भेजे जा सकते हैं और इनका एक निश्चित आकार भी रखा गया है यह n मैसेज एक बफर में रखे जाते हैं जब तक भेजने वाला n मैसेज भेज रहा है तब तक इसे कोई इंतजार नहीं करना पड़ता और यह बफर में ट्रांसमिट हो जाते हैं अगर इनमें से एक भी मैसेज रिसीवर प्रोसेस ने नहीं लिया तो भेजने वाली प्रोसेस को इंतजार करना पड़ता है इसके अलावा अनबॉउंडेड केपेसिटी भी हो सकती है जिसमें अनगिनत मैसेज और असीमित लंबाई के संदेश हो सकते हैं और भेजने वाले को कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा यह एक काल्पनिक परिस्थिति है क्योंकि हमारे पास मेमोरी के सीमित आकार की वजह से असीमित क्षमता नहीं हो सकती परंतु व्यावहारिक तौर पर इस तरह का क्रियान्वयन किया जा सकता है यह कुछ मैसेज प्राप्त करेगा और कुछ मैसेज का उपभोग कर लेगा और इस प्रकार भेजने वाली प्रोसेस को कभी भी रिसीवर द्वारा सारे मैसेज के उपभोग करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन का यह उदाहरण यहां पर इस रॉनडेवू ब्लॉकिंग सेंड और रिसीव जैसी विभिन्न परिस्थितियों की वजह से नगण्य सा हो जाता है यहां यह प्रोड्यूसर या सेंडिंग प्रोसेस व्हाइल ट्रू होने पर एक आइटम बनाती है और इसे भेजती है माफ कीजिए यहां पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट और होना चाहिए जो छूट गया है यह प्रोड्यूसर प्रोसेस इस जगह पर आकर खत्म हो जाती है और अभी कंजूमर प्रोसेस ने मैसेज प्राप्त करना बस शुरू ही किया है इस प्रकार यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ख्याल रखेगा की बफर फुल होने जैसी परिस्थिति ना आए ऐसे में हमें कहीं पर भी कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बफर फुल या बफर खाली जैसी परिस्थितियों का ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अंदरूनी मैसेज पासिंग मैकेनिज्म से रख लिया है अगर सेंडर प्रोसेस कोई मैसेज बनाए और उसमें अगला प्रोड्यूस्ड आइटम हो और इसे कोई रिसीवर ना मिले तो उस सेंडर प्रोसेस को इस वक्त इंतजार करना पड़ेगा यह बफर स्पेस को भरते नहीं रह सकती और न ही उसे ओवरराइट कर सकती है दूसरी ओर यह वार्तालाप जहां रिसीवर पक्ष में जाते हैं तो कंजूमर बन जाते हैं यह एक रिसीव सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा और अगर बफर स्पेस खाली है तो इस प्रोसेस को भी इंतजार करना पड़ेगा यह रिसीवर अगले आइटम को कंज्यूम करेगा और इसे अगले मैसेज के लिए इंतजार करना होगा इस प्रकार हमने इस मैसेज क्यू के माध्यम से प्रोड्यूसर कंज्यूमर समस्या का हल निकाल लिया है एक दूसरी तरह की IPC भी होती है जिसे पाइप के नाम से जाना जाता है यह एक वाहक नलिका या पाइपलाइन की तरह कार्य करता है और दो प्रोसेस को कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है यह ऐसे हैं जैसे दो प्रोसेस P1 और P2 के बीच में एक पाइप लगा हो और जो P1 लिखे वह P2 पढ़ सके ऐसे ही जो P2 लिखे वह P1 पढ़ सकें इस प्रकार दो प्रोसेस के कम्युनिकेट करने के लिए यह एक कन्डुइट का कार्य करता है अब मैसेज सेंड रिसीव या फॉर्मेट करने की बजाय आप आसानी से इस पाइप के संदर्भ में रीड ओर राइट कर सकते हो इसमें भी आपके पास यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल जैसे मुद्दे आएंगे और यह पाइप भी बाय डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल हो सकता है बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी आधा या पूर्ण half औऱ full डुप्लेक्स प्रकार का हो सकता है half duplex का अर्थ है कि कम्युनिकेशन एक समय पर या तो P1 से P2 की तरह होगा या फिर P2 से P1 की तरफ फुल डुप्लेक्स का अर्थ है कि यह मनमाने तरीके से होंगे कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में एक साथ भी हो सकते हैं परंतु हाफ डुप्लेक्स में यह एक समय पर एक दिशा में ही हो सकते हैं दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन होने पर भी हमें यह बताना जरूरी है कि यह हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग स्तर पर कम्युनिकेशन कराते हैं क्या यह जरूरी है कि कम्युनिकेट करने वाली प्रोसेस P1 और P2 के बीच पैरंट चाइल्ड जैसा कोई रिलेशनशिप हो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐसा होना जरूरी है और कुछ मैं ऐसी कोई शर्त नहीं लगती और ऐसे में आप किसी भी प्रोसेस के युगल के बीच एक पाइप बना सकते हो इस प्रकार हम इस रिलेशनशिप को एक कंस्ट्रेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इन पाइप्स का इस्तेमाल नेटवर्क के ऊपर भी किया जा सकता है बनावट की दृष्टि से यह दोनों एक प्रोसेसर से नहीं आती तो क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हमें यह पाइप किसी नेटवर्क पर बनाना पड़े चाहे कंप्यूटर एक ही हो यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह से हल करेंगे इन पाइप्स को दो वर्गों में बांटा जा सकता है ऑर्डिनरी पाइप और नेम्ड पाइप ऑर्डिनरी पाइप को उस प्रोसेस के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता जिसने इसे क्रिएट किया है अगर एक प्रोसेस ने पाइप बनाया है तो उस प्रोसेस के अंदर से ही उस पाइप को एक्सेस किया जा सकता है साधारण तौर पर एक पैरंट प्रोसेस अपने चाइल्ड प्रोसेस से कम्युनिकेट करने के लिए पाइप बनाती है हमारे पास एक पैरंट प्रोसेस P है इसने अपने कोड में कहीं एक पाइप बनाया है और उसके बाद यह एक फोर्क सिस्टम कॉल करती है जिससे चाइल्ड प्रोसेस बनती है अब पैरंट और चाइल्ड के बीच यह ऑर्डिनरी पाइप है इस पाइप से केवल यह पैरंट चाइल्ड प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं कोई बाहर की दूसरी प्रोसेस P डैश इस पाइप से कम्युनिकेट नहीं कर सकती इस तरह का ऑर्डिनरी पाइप केवल पैरंट और चाइल्ड के बीच कम्युनिकेशन के लिए होता है और जो नेम्ड पाइप हैं वह इस रिलेशनशिप के बिना भी एक्सेस किए जा सकते हैं इन पाइप्स के लिए आपके पास कोई आईडेंटिफायर होना जरूरी है और इसके बाद आप पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बिना भी अनेक प्रोसेस के बीच पाइप के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हो यह हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें अलग अलग सीमाओं तक सपोर्ट देते हैं अगर हम ऑर्डिनरी पाइप की बात करें तो यह दो प्रोसेस को मानक प्रोड्यूसर कंज्यूमर की तरह से कम्युनिकेट करने देते हैं प्रोड्यूसर एक सिरे राइट एन्ड पर लिखता है और दूसरे सिरे रीड एन्ड से कंजूमर इसे पढ़ता है ऑर्डिनरी पाइप में केवल एक दिशा में वार्तालाप संभव है अगर दोनों दिशाओं से कम्युनिकेट करना है तो दो पाइप चाहिए होंगे ताकि प्रत्येक पाइप अलग अलग दिशा में डाटा भेजें ऑर्डिनरी पाइप में कम्युनिकेशन के लिए पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप चाहिए होता है और यह एक ही दिशा में काम करते हैं यह पैरेंट प्रोसेस है इसने पाइप बनाया है और यह चाइल्ड से कम्युनिकेट कर रहा है यह पाइप के 2 सिरे हैं यह पहला सिरा राइट एंड है और यह दूसरा सिरा रीड एंड है अगर आप प्रोड्यूसर को यहां रखते हो तो प्रड्यूसर इस सिरे पर लिखेगा और दूसरे सिरे पर कंजूमर इसे पढ़ पाएगा इस प्रकार यह एक पाइप के दो सिरे हैं और दोनों सिरों में एक एक प्रोसेस है राइट एंड पर केवल लिखा जा सकता है और रीड एंड से केवल पढ़ा जा सकता है यह कार्य अदल बदल कर नहीं किए जा सकते जैसे अगर यहां पैरंट है तो यह प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता कि यह प्रोसेस यहां लिखे भी और रीड भी कर ले जो कुछ भी यहां लिखा जाएगा उसे दूसरे सिरे से ही पढ़ा जा सकता है तो यह आवश्यक है कि अगर हम दोनों तरफ से वार्तालाप चाहते हैं तो हमें दो पाइप बनाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि दोनों सिरों पर लिखा और पढ़ा जा सके तो आपको दो पाइप बनाने हैं दोनों तरफ से कम्युनिकेशन के लिए दो पाइप चाहिए प्रत्येक पाइप एक अलग दिशा में डाटा भेजने के लिए और कम्युनिकेट करती हुई प्रोसेस के बीच पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना भी जरूरी है जब तक हमारे पास यह पाइप ना हो हम इस पाइप को भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अब हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण लेंगे जिसमें ऑर्डिनरी पाइप को पाइप सिस्टम कॉल कर बनाया जाता है pipe int fd2 इसमें pipe int fd फाइल का डिस्क्रिप्टर है और यहां पर इसका साइज दो दिया हुआ है इसलिए साइज हुआ 2 मेरे पास यह fd साइज 2 होना चाहिए यह क्या करता है fd साइज 2 देख हम यहां पर 2 डिस्क्रिप्टर परिभाषित कर रहे हैं पहला fd 0 और दूसरा fd 1 अगर fd 0 पाइप का रीड एंड है तो fd 1 राइट एंड होगा अगर आप चाहते हैं कि पैरंट प्रोसेस रीड करें तो आपको इसे fd 0 वाले सिरे पर रखना होगा और अगर उसे राइट करना है तो फिर इसे आपको fd 1 वाले सिर पर रखना होगा हमने इसे यहां पर तीर से प्रदर्शित किया है कि सूचना का बहाव इस दिशा में है इसलिए fd 1 पाइप का राइट एंड है जब चाइल्ड कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है तो उसे fd 1 पर राइट करना पड़ेगा और परिणाम स्वरुप पैरेंट उसे fd 0 से पढ़ेगा इसी प्रकार जब पैरेंट लिखने की कोशिश करेगा तो यह भी इस fd 1 पर लिखेगा और दुसरे सिरे से चाइल्ड उसे रीड करेगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइप हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग की तरह ही है सिस्टम में कुछ रीड ओर राइट सिस्टम कॉल करके इन पाइप्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है इस पूरी प्रोसेस को रेखा चित्र द्वारा काफी अच्छे से समझा जा सकता है यहां पेरेंट fd 1 पर लिख रहा है और पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों के लिए ही fd 0 रीड प्वाइंटर या रीड डिस्क्रिप्टर read pointer read descriptor है और इसी प्रकार fd 1 राइट डिस्क्रिप्टर है परंतु यह सिस्टम को सुनिश्चित करना है कि जब चाइल्ड fd 1 पर राइट कर रहा है तो पेरेंट इसे fd 0 से पढ़ पाए और उसे इसके अंदर का कंटेंट मिल पाए इसी प्रकार जब पेरेंट fd 1 पर राइट कर रहा है तो चाइल्ड इसे fd 0 से पढ़ पाए और उसे इसके अंदर का कंटेंट मिल पाए अगर हम कहें कि चाइल्ड fd 1 का प्रयोग कर कुछ लिखें और उसके बाद रीड इट एग्जीक्यूट करें तो इसे इस मैसेज का कंटेंट मिल जाए ऐसा नहीं होता चाइल्ड को रीड कॉल fd 0 पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तब यह उसे पढ़ पाएगा जो कि पेरेंट ने fd 1 पर लिखा है अर्थात यह इस प्रकार कार्य करता है अगर कोई वैल्यू v1 यहां लिखी गई है तो यह वैल्यू v1 यहां पर उपलब्ध रहेगी इसी प्रकार चाइल्ड प्रोसेस द्वारा लिखी हुई दूसरी वैल्यू v2 यहां पर उपलब्ध रहेगी जब चाइल्ड ने इस v2 को लिखा है तो अगर यह रीड एग्जीक्यूट करता है तो इसे v2 की बजाए पेरेंट द्वारा लिखा हुआ v1 मिलेगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप समझ सकते हो कि यहां यह कम्युनिकेशन दरअसल दो पाइप में विभाजित है एक इस दिशा की ओर है यह पाइप इस दिशा में है और ऊपर वाला पाइप इस दिशा की ओर हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 पाइप एक साथ जुड़े हुए हैं यहां पर 2 पाइप इंप्लीमेंट किए गए हैं कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस परिस्थिति को किसी और तरीके से हल कर सकता है यह पाइप को हैंडल करने का यूनिक्स का अपना तरीका है इसके अलावा दूसरी तरह का पाइप नेम्ड पाइप को कहलाता है नेम्ड पाइप आर्डिनरी पाइप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कम्युनिकेशन बाईडायरेक्शनल होता है और पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप की कोई आवश्यकता नहीं होती साथ ही कई सारी प्रोसेस नेम्ड पाइप का इस्तेमाल कर कम्युनिकेशन कर सकती है अगर यूनिक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास नेम्ड पाइप का इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है तो हम इसका इस्तेमाल कर कई तरह के कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनुअल पढ़कर यह जानकारी जुटाईये कि यह कार्य कैसे किया जाता है क्योंकि यह थोड़ा जटिल है यह आपको अननेम्ड पाइप के बारे में समझने में भी सहायता करेगा और आप यह भी समझ पाओगे कि यहां पर कॉल थोड़ी अलग और मुश्किल होंगे इसके अलावा क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में एक अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में एक क्लाइंट प्रोसेस होती है और एक सर्वर प्रोसेस होती है यह एक ही कंप्यूटर पर हो सकते हैं या फिर किसी नेटवर्क में वितरित भी हो सकते हैं इसलिए हमारे पास अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन मैकेनिज्म हो सकते हैं पहला है जिसे सॉकेट कहते हैं अगर आप दो सिस्टम या दो प्रोसेस या फिर एक क्लाइंट और एक सरवर के बीच डाटा के किसी सामान्य आदान प्रदान के बारे में सोचें तो इनके लिए सॉकेट का इस्तेमाल होता है यह रिमोट प्रोसीजर कॉल होती है जिसके द्वारा आप किसी रिमोट प्रोसेसर पर एक प्रोसीजर इन्वोक कर सकते हो रिमोट प्रोसीजर कॉल और रिमोट मेथड इन्वोकेशन जावा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में लाया जाता है पहले हम सॉकेट के बारे में जान लेते हैं इसे कम्युनिकेशन के लिए एक एंडप्वाइंट की तरह परिभाषित किया गया है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सॉकेट की कुछ संख्या को सपोर्ट करता है तो आप इसे ऐसे देख सकते हो कि इसमें कुछ सॉकेट हैं और प्रत्येक सॉकेट उस कम्युनिकेशन का एंडप्वाइंट है जो इन सॉकेट के माध्यम से होता है इसलिए इसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट के नंबर को मैसेज पैकेट की शुरुआत में जोड़ दिया जाता है ताकि होस्ट पर नेटवर्क सर्विस का अंतर पता किया जा सके यह सब नेटवर्क से जुड़े हुए हैं इसलिए जब कोई भी मैसेज इस पर इस नेटवर्क के माध्यम से आता है तब इस पर आई पी नंबर और इस पोर्ट का सर्विस नंबर भी होगा मान लीजिए इसका पोर्ट नंबर 100 है और इस प्रकार इसका 110 और इसका 120 तो इसमें पोर्ट आईडी भी बताई जाएगी जैसे 100 अगर यह मैसेज इस सिस्टम पर एक नेटवर्क से आ रहा है तो यह पता लगाया जा सकता है कि इसे किस पोर्ट पर जाना है यह संख्या इस मैसेज पैकेट के शुरुआत में बता दी जाएगी ताकि होस्ट पर नेटवर्क सर्विस को अलग अलग किया जा सके उदाहरण के तौर पर 16125198 1625 का तात्पर्य है कि यह मैसेज होस्ट के 1625 पोर्ट पर जाएगा इस प्रकार दो अलग अलग पोर्ट के बीच हम अलग अलग सर्विस और कम्युनिकेशन करा सकते हैं अगर हमारे पास दो सिस्टम सिस्टम वन और सिस्टम टू हैं और यह कम्युनिकेट कर रहे हैं इस सिस्टम टू पर कुछ पोर्ट हैं और यह सिस्टम 1 को कोई मैसेज उसका करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस और सॉकेट पोर्ट आईडी बता कर भेज रहा है 1024 के नीचे के सारे पोर्ट सभी लोग अच्छे से जानते हैं और यह स्टैंडर्ड डिवाइस में इस्तेमाल किए जाते हैं पूरी दुनिया में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कुछ सर्विस इन पोर्ट के द्वारा फिक्स रहती है और यह उसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यह संख्या 1024 तक फिक्स की हुई है अगर आपको किसी सर्वर या सिस्टम पर कुछ विशेष कार्य कराना हो तो इसके ऊपर कोई संख्या देनी पड़ेगी हमारे पास एक विशेष आईपी ऐड्रेस 127001 है जिसे लूपबैक भी कहते हैं यह उस सिस्टम की ओर इशारा करता है जिसमें की प्रोसेस चल रही है अर्थात जब कोई कंप्यूटर इस एड्रेस 127001 की तरफ इशारा करता है तो इसका मतलब है वह खुद के बारे में बात कर रहा है इसका उपयोग लूपबैक देने के लिए किया जा सकता है और कोई संदेश खुद को भेजने के लिए किया जा सकता है ऐसा यह देखने के लिए किया जाता है कि जो सरवर इस सिस्टम पर चल रहा है क्या वह किसी इनकमिंग मैसेज पर रिस्पॉन्ड कर सकता है अगर कोई नेटवर्क समस्या हो रही हो तो यह जानने के लिए कि मेरा सर्वर नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं मैं यह इस विशेष आईपी ऐड्रेस पर मैसेज भेज कर लूपबैक कर चेक कर सकता हूं यह सॉकेट मूलतः डिसटीब्युटेड सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यहां हमारे पास एक होस्ट X और एक वेब सर्वर है यह होस्ट X सॉकेट 146865201625 से एक मैसेज भेजता है उसके पास बहुत सारे पोर्ट हैं पर यह इस खास पोर्ट से यह मैसेज वेब सर्वर के पोर्ट संख्या 80 अर्थात 1612519880 पर भेजता है 16125198 सरवर है और इसकी पोर्ट आईडी 80 पर यह मैसेज भेजा गया है इस प्रकार एक नेटवर्क पर हम आईपी ऐड्रेस और सॉकेट का पोर्ट नंबर देकर यह बता सकते हैं कि किस पोर्ट पर कम्युनिकेशन किया जाना है एक दूसरे तरह के कम्युनिकेशन गतिविधि को हम रिमोट प्रोसीजर काल के नाम से जानते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल या आरपीसी नेटवर्क सिस्टम में प्रोसेसेस के बीच प्रोसीजर कॉल को अलग करती है सिस्टम के उपभोक्ता के तौर पर हम इसे ऐसे देखते हैं जैसे कि होस्ट मशीन पर एक प्रोसीजर इन्वोक किया गया है जबकि वास्तव में यह नेटवर्क पर स्थित किसी सुदूर प्रोसेसर पर चला गया है और वहां एग्जीक्यूट हुआ है यहां पर भी हमारे पास प्रोसेस के लिए पोर्ट्स होते हैं अंतर बस यहां इतना है कि सरवर पर वास्तविक प्रोसीजर के लिए हमारे पास क्लाइंट साइड में स्टब्स होते हैं मेरे कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए मैंने किसी प्रोसीजर proc 1 जो कि एक रिमोट प्रोसेस है को कॉल किया यह proc 1 किसी अन्य प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट हो रही है यह P1 पर है और यह नेटवर्क पर स्थित प्रोसेसर P2 पर है और यह आपस में कनेक्टेड है वास्तव में यह proc1 इस P2 पर है जब नेटवर्क के माध्यम से P2 पर यह संदेश आता है तो P2 इस प्रोसेस को इन्वोक करता है पर कंपाइलेशन की सुविधा के लिए हम एक डमी प्रोसेस P1 प्रोसेसर पर भी रखते हैं जिसे स्टब कहा जाता है यह सरवर पर वास्तविक प्रोसेस का एक प्रॉक्सी होता है क्लाइंट की तरफ का स्टब सरवर को लोकेट करता है और पैरामीटर मार्शल करता है इस प्रकार यह इसे यहां कॉल करता है यह पता करेगा कि यह रूटीन वास्तव में कहां पर स्थित है जिसे ये पैरामीटर दिए गए इसे एक नेटवर्क फॉर्मेट में रखा जाएगा और फिर नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाएगा इस प्रकार यह मैसेज पासिंग प्रोसेसर P1 में स्टब प्रोसीजर proc 1 के माध्यम से की जाती है जबकि प्रोसेस P2 में वास्तविक एग्जीक्यूशन होता है इस सर्वर की तरफ भी हमारे पास एक स्टब होता है जोकि संदेश प्राप्त करने का कार्य करता है यह संदेश जो भेजा गया है वह सरवर द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसके मार्शल पैरामीटर्स को खोलकर देखा जाता है और उसके अनुसार प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है यहां से यह एक कॉल इस प्रोसीजर P1 को करता है और फिर इसे इसके माध्यम से क्लाइंट की तरफ से यह वापस भेजा जाता है उस पहली प्रोसेस की मौलिक कॉल के पास इस प्रकार क्लाइंट साइड और रिसीवर साइड की स्टब प्रोसेस के माध्यम से इस रिमोट मोड प्रोसीजर कॉल को एग्जीक्यूट किया जाता है विंडोज़ सिस्टम में स्टब कोड कंपाइल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस डेफिनिशन लैंग्वेज या एमआईडीएल में स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग ही इंप्लीमेंटेशन का तरीका होगा इसलिए मैं तो यह परामर्श दूंगा अलग अलग प्रोफेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम में इस रिमोट प्रोसीजर जिसे मैकेनिज्म फॉन्ट कहते हैं का अध्ययन करें अब हम डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जिसे एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन या एक्सडीएल फॉर्मेट के माध्यम से किया जाता है यहां पर हम विभिन्न आर्किटेक्चर को ध्यान में रखेंगे अलग अलग आर्किटेक्चर में डाटा रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट अलग हो सकता है अगर MIDL की बात करें तो इसे विभिन्न तरह का एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन की अनुमति देनी होगी और क्लाइंट और सरवर मशीन के बीच डाटा रिप्रेजेंटेशन में आए अंतरों से निपटना होगा एक खास कंफीग्रेशन का बदलाव जो देखा जाता है वह यह है कि कुछ प्रोसेसर में बिग एंडियन फॉर्मेट होता है और कुछ प्रोसेसर में लिटिल एंडियन फॉर्मेट अगर मेरे पास 32 बिट का इन्टिजर है इसमें 4 बाइट्स हैं अब आप देख रहे हैं कि मेमोरी बाइट से ऑर्गेनाइज की गई है पर यह मेमोरी 32 बाइट की नहीं है अगर मैं कहूं यह संख्या इस लोकेशन 1000 में है तब आप बाइट्स को कैसे स्टोर करोगे यह लोकेशन 1000 है तो यह संख्या ऐसे 4 बाइट्स में फैलेगी जैसे 1000 1001 1002 और 1003 अब अगर मैं इन बाइट्स का वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण बाइट और सबसे कम महत्वपूर्ण बाइट में करूं तो आप सबसे महत्वपूर्ण बाइट को कहां रखोगे और फिर सबसे कम महत्वपूर्ण बाइट को कहां रखोगे अगर बिग एंडियन फॉर्मेट की बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण बाइट को पहले स्टोर करता है यह एमएसबी को यहां पर स्टोर करेगा और एलएसबी को अंत में लिटिल इंडियन फॉर्मेट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को पहले स्टोर करेगा अर्थात एलएसबी 1000 पर और एमएसबी 1003 पर हमें मिले हुए यह दोनों ही फॉर्मेट वैलिड हैं और अगर हम इन्हें एक ही प्रोसेसर में इस्तेमाल करें तो इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कैसे स्टोर कर रहे हैं पर यहां बिग इंडियन और लिटिल इंडियन में मुख्य मुद्दा अलग अलग होस्ट और मशीनों में अलग अलग फॉर्मेट का है इसलिए हमें इस फॉर्मेट कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है बिग एंडियन डाटा नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मेट है इसकी व्यापक स्वीकृति की वजह से इसे नेटवर्क बाइट ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है रिमोट कम्युनिकेशन में हमें लोकल कम्युनिकेशन के मुकाबले विफलता के परिदृश्य से ज्यादा सुरक्षा मिलती है हो सकता है कि इनमें कंप्यूटेशन ज्यादा सावधानी से किया गया हो परंतु साथ ही यहां पर जो मैसेज नहीं रिसीव हुआ उस मैसेज को ज्यादा सुंदृढ़ता के साथ एक बार में डिलीवर किया जा सकता है यह एक तरह की समस्या है और ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट और सर्वर को जोड़ने के लिए मैचमेकर सर्विस दिला देते हैं इसमें यह देखा जाता है कि किस सरवर के पास कौन कौन सी सर्विस उपलब्ध है यह एक तरह से डायरेक्टरी सर्विस की तरह है जिसमें डायरेक्टरी सर्विस को सही पोर्ट ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तब यह उस पोर्ट से जुड़ जाता है इस प्रकार हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में इस रिमोट प्रोसीजर कॉल को इंप्लीमेंट करते हैं इसके बाद हम आरपीसी के एग्जीक्यूशन पर आते हैं जो क्लाइंट साइड पर है यूजर प्रोसेस X पर आरपीसी मैसेज भेजने के लिए कर्नल को कॉल करता है फिर कर्नेल मैचमेकर को पोर्ट संख्या ढूंढने के लिए मैसेज भेजता है अब यह क्लाइंट टू सर्वर मैचमेकर पोर्ट नंबर मैचमेकर को आरपीसी एक्स एड्रेस के साथ संदेश भेजता है और यह मैसेज प्राप्त करके मैचमेकर इन उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करता है जैसे सटीक पोर्ट संख्या क्या है अब क्लाइंट को जवाब में पोर्ट P देता है यह संदेश अब क्लाइंट मशीन पर आता है और हमें पोर्ट नंबर प्राप्त होता है यह कर्नल पोर्ट पर आता है और उसके बाद सरवर एक रिमोट प्रोसीजर कॉल की विनती करता है जो खुद एक संदेश के तौर पर आती है और यहां पर एक डीमन इसे सुनकर प्रोसेस करता है पोर्ट P मैसेज रिसीव करता है और यह डीमन इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और जो आउटपुट मिलता है उसे क्लाइंट मशीन को भेज दिया जाता है इस प्रकार से रिमोट प्रोसीजर कॉल के एग्जीक्यूशन के लिए कई सारे संदेशों का आदान प्रदान होता है और इस प्रोसेस में बहुत सारे संदेश इधर से उधर किए जाते हैं इन संदेशों से कोई एक डायरेक्टरी सर्विस भी होती है जोकि मैचमेकर पोर्ट के माध्यम से इसके करेस्पॉनडिंग सर्विस पोर्ट का पता लगाने की कोशिश करती है जब एक बार यह क्लाइंट को पता चल जाता है तब वह सरवर के सही पोर्ट को रिक्वेस्ट भेजता है इस प्रकार आरपीसी एग्जीक्यूट की जाती है और यह एक रिमोट प्रोसीजर को इन्वोक करने में मददगार साबित होती है